इस पाठ्यक्रम के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले ट्यूटोरियल में भी ट्यूटोरियल 4 में हम कुछ एस मापदंड समस्या और संकेत प्रवाह चित्र समस्या को हल करेंगे पहली समस्या जो नीचे दिए गए कैस्केड नेटवर्क के समग्र एस मापदंड को ढूंढती है जाहिर है कि 2 नेटवर्क हैं जिन्हें आप देखते हैं 2 मूल रूप से 1 T नेटवर्क π नेटवर्क के साथ कैस्केड किए गए हैं जो कि विशेष प्रतिबाधा 50 ओम है इसलिए यह आसान है क्योंकि यह 2 नेटवर्क का कैस्केड है हम ABCD मैट्रिक्स में बदल सकते हैं और इसलिए ABCD मैट्रिक्स के बराबर नेटवर्क जिसे आप जानते हैं कि इसे इस तरह लिखा जा सकता है तो एक टी नेटवर्क के एबीसीडी मापदंड आप आसानी से पता लगा सकते हैं यह आपका बीटेक स्तर का ज्ञान है तो पहला नेटवर्क टी नेटवर्क जिसे आप एबीसीडी मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं वह है फिर पाई नेटवर्क जिसे या तो आप टी नेटवर्क में बदल सकते हैं और फिर एबीसीडी मैट्रिक्स को ढूंढ सकते हैं तो ये 2 हमने पाया है तो कुल मिलाकर ABCD मैट्रिक्स यह है और फिर इस ABCD मैट्रिक्स को एस मैट्रिक्स में परिवर्तित किया जा सकता है यह आपको एबीसीडी मापदंड की उपयोगिता दिखाने के लिए है यदि आप एस से एबीसीडी में परिवर्तित कर सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब हम दूसरी समस्या पर आते हैं हानिरहित दिशात्मक युग्मक के स्कैटरिंग मैट्रिक्स को दिया है इसकी विशेषता मापदंडों को निर्धारित करें जो कि दिशात्मकता युग्मन कारक और अलगाव है आप यहाँ देखते हैं कि जानबूझकर 1 मान नहीं दिया गया है S 41 मान S 41 या S14 जो भी आपने कहा है उसे x के रूप में कहते हैं लेकिन यह बताया जाता है कि यह हानिरहित है तो एस मैट्रिक्स एकात्मक होगा तो हम जानते हैं कि एकात्मक का अर्थ है किसी भी स्तंभ संदर्भ समय ०३०० का स्व संयुग्मन १ होगा इसलिए पहले स्तंभ के लिए हम कह सकते हैं 2 j 03 2 2 1 यह x का मान 022 बताता है अब एक सममित युग्मक में हम जानते हैं कि यह सामान्य मूल्य है जिसे हमने देखा है और यदि हम तुलना करते हैं तो हमें यह मिलता है कि S 1 3 S 12 और S14 मान एक बार हमारे पास हैं हमारे पास युग्मन कारक है हमने पहले के व्याख्यान में सूत्र दिए हैं कि युग्मन कारक −20 log S 13 तो आप यह पता लगा सकते हैं कि यह 99 डीबी है दिशात्मकता 20 log S13 S1 4 तो 325 डीबी अलगाव देखें और जैसा कि आप डीबी स्केल में सत्यापित कर सकते हैं हम जानते हैं कि I D C तो डी 325 है सी 99 है तो उनका योग 1315 है और यह I के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि यह दिशात्मक युग्मक बहुत अच्छा दिशात्मक युग्मक नहीं है हालांकि यह युग्मन शक्ति 10 डीबी है लेकिन इसकी दिशात्मकता बहुत कम है इसका मतलब यह है कि यह परावर्तित तरंग को बहुत अधिक नहीं दबा सकता है और इसका अलगाव भी खराब है 13 डीबी अलगाव हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसकी दिशात्मकता खराब है अगर इसके बजाय दिशात्मकतान 30 40 dB हो सकता है तो आप कहते हैं कि अलगाव भी बहुत बढ़ सकता है अब हम एक मैजिक टी समस्या पर आते हैं यह कहा जाता है कि जब कोई इनपुट शक्ति पोर्ट पोर्ट 1 पर लागू होता है तो सभी पोर्ट के मेल होने पर कोई परावर्तन दिखाई नहीं देता है इनपुट शक्ति का 40 प्रतिशत पोर्ट 2 से और 40 प्रतिशत पोर्ट 3 से भी बाहर आता है पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर संकेत चरण में हैं जब शक्ति को पोर्ट 4 पर लागू किया जाता है तो इनपुट शक्ति का 40 प्रतिशत पोर्ट 2 पर जाता है और पोर्ट 3 पर संकेत पोर्ट पर उस चरण के 180 डिग्री से बाहर है 2 नेटवर्क पारस्परिक है नेटवर्क के एस मैट्रिक्स का निर्धारण करते हैं तो यह कहा जाता है कि 4 पोर्ट और कोई परावर्तन नहीं है जब सभी पोर्ट का मिलान होता है अर्थात आप आसानी से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के 4 विकर्ण तत्व 0 होंगे क्योंकि नेटवर्क पारस्परिक है तो आप कम कर सकते हैं और यह भी कि अगर आपको वह 180 डिग्री याद है तो 1 चीज जिसे आप ऋणात्मक के रूप में ले सकते हैं अब आप इसे लागू कर सकते हैं हानिरहित उपकरण हैं तो एकात्मक विशेषता उसमें से आप S 1 4 और S4 1 और S1 2 S 1 3 को भी निर्धारित कर सकते हैं यह भी कहा जाता है कि 40 प्रतिशत किसी ऐसे स्थान पर जा रहा है जहाँ पर आपको समझ में आता है कि आपको याद है कि एस मैट्रिक्स वोल्टेज है तो तो आप उन मूल्यों को प्राप्त करते हैं तो दूसरी पंक्ति में एकात्मक विशेषता आप S 3 2 के लिए हल कर सकते हैं इसलिए S 3 2 वह है जिसके द्वारा आप सभी मानों को हल कर सकते हैं तो समस्या में पर्याप्त जानकारी दी गई है ताकि आप उन मूल्यों को याद रख सकें कि सममित का अर्थ है Sij S ji एकात्मक गुण जो आपको सभी चीजें प्रदान करते हैं अब संकेत प्रवाह चित्र इस समस्या को मान लेता है कि इस टी मैट्रिक्स को पहले की समस्या में दिया गया था आपने यह भी लोड किया है कि इसका मतलब है Z L जुड़ा हुआ है Z S जुड़ा हुआ है तो परावर्तन गुणांक का पता लगाएं और इनपुट और आउटपुट स्रोत और लोड दोनों पर प्रतिबाधा 50 ओम होना चाहिए इसलिए नेटवर्क का एस मैट्रिक्स हमने पहले पाया है आप बस वहां से देख सकते हैं कि 2 पोर्ट नेटवर्क का एस मैट्रिक्स इस 089 010 की तरह होगा और हमने जो चित्र दिखाया है अब इनपुट पक्ष हम पहले से ही व्याख्यान में आप इनपुट परावर्तन गुणांक लोडेड के लिए जो कि संकेत प्रवाह द्वारा कर सकते हैं तो आप Γout भी इससे पा सकते हैं लेकिन Γ L और ΓS को निर्धारित करने के लिए आपको Z out और Z out आउटपुट प्रतिबाधा और इनपुट प्रतिबाधा निर्धारित करने की आवश्यकता है अब इनपुट प्रतिबाधा आप देखते हैं कि इनपुट प्रतिबाधा वह होगी जो इस पूरी चीज़ श्रृंखला में 856 है जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन इन के समानांतर 1418 और 2 के साथ श्रृंखला है इसलिए यहाँ लिखा गया है कि स्वयं एस मैट्रिक्स जो 50 ओम बन जाता है तो इनपुट प्रतिबाधा 50 ओम है और Z out भी अगर आप देखते हैं कि यह 50 ओम है तो मूल रूप से Z out में 50 ओम जेड प्रतिबाधा 50 ओम लोड है और स्रोत भी 50 ओम है तो Γ L 0 होगा Γ s 0 होगा यदि आप Γ L और Γs यहाँ 0 रखते हैं तो यह बस S 11 है और यह बस S 22 है तो यह 089 है जो सभी है तो हमने आपको सभी समस्याओं को दिखाया है वगैरह अब मुझे उम्मीद है कि व्याख्यान की इस श्रृंखला में हमने आपको 3 मौलिक उपकरण और विभिन्न अनुप्रयोगों को देने की कोशिश की है बहुत सारी समस्याओं को ट्यूटोरियल में हल किया गया है तो यह आपके भविष्य के पेशेवर जीवन में आपको एक अच्छी नींव देगा धन्यवाद